नमस्ते और मेचनोबायोलॉजी परिचय के आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है अंतिम वर्ग में हम फोकल आसंजनों के प्रकारों में अंतर के बारे में चर्चा करना शुरू कर रहे हैं जो आप कोशिकाओं में देख सकते हैं और जो उनकी असेंबली को चलाते हैं इस संदर्भ में हमने कहा था कि फोकल आसंजन के 3 विभिन्न प्रकार हैं सबसे छोटा फोकल कॉम्प्लेक्स है ये लंबाई में अधिक डॉट जैसे ऑर्डर 1 माइक्रोन हैं वे लैमेलिपोडिया के किनारे पर मौजूद हैं और ये आम तौर पर संरचना के मामले में कम रहते हैं और उनके पास पैक्सिलिन और विनक्यूलिन जैसे फोकल आसंजन प्रोटीन होते हैं तो फोकल कॉम्प्लेक्स से ये फोकल कॉम्प्लेक्स बड़े फोकल एडिशन में परिपक्व होते हैं फोकल आसंजन आकार में अधिक विस्तारित होते हैं और ये लगभग 2 5 माइक्रोन लंबाई में होते हैं और वे सेल परिधि में और पैक्सिलिन और विनक्यूलिन के आसंजन में मौजूद हैं बेशक इंटीग्रीन हमेशा होते हैं और आपके पास तालिन और अल्फा ऐक्टिनिन सहित कई और प्रोटीन होते हैं संदर्भित समय 0207 ये फोकल आसंजन सेल परिधि में मौजूद हैं इसलिए आसंजन में फोकल आसंजन से आप फिब्रिलर आसंजन हो सकते हैं जैसा कि नाम से पता चलता है कि वे प्रकृति में फाइब्रिलर हैं लेकिन वे केंद्रीय रूप से कोशिका के केंद्र की ओर मौजूद हैं वे लंबाई में 1 से 10 माइक्रोन हो सकते हैं और इंटीग्रिन के आसंजन में उनके पास टेसिन नामक यह अणु होता है यदि मैं सेल का एक योजनाबद्ध का चित्र करता हूं तो आपके फोकल आसंजन यहां मौजूद हैं और फिब्रिलर आसंजन वहां मौजूद हैं फोकल आसंजन भी सेल के असली में मौजूद हैं और आपके पास फोकल कॉम्प्लेक्स हैं और ये आकार में वास्तव में छोटे डॉट्स की तरह दिखाई देते हैं इसलिए आपके पास फोकल कॉम्प्लेक्स हैं जो सेल परिधि में फोकल आसंजन में परिपक्व होते हैं और ये सेल सेंटर में फिब्रिलर आसंजन बन जाते हैं यह संक्रमण क्या है फोर्स फोकल आसंजनों की परिपक्वता ड्राइव करता है तो इसके लिए बल की आवश्यकता होती है और पहले अध्ययनों में से वीज़मैन में साशा बर्डशस्की द्वारा प्रदर्शित किया गया था तो बल लगाके उन्होंने यह दिखाया कि आपके पास एक सेल यहां एक सब्सट्रेट पर बैठे आसंजन से जुड़े है और वह एक पिपेट लिया और यह सेल किनारे पर लुढ़का और उसने दिखाया कि टब में आप देख सकते है कि जहां भी आप इस के बगल में पिपेट डाला तो आप फोकल आसंजन के विकास को देखते हैं इसलिए यह जीएफपी विनक्यूलिन संक्रमित फाइब्रोब्लास्ट के साथ किया गया था इस पेपर को मैंने आपको पढ़ने के असाइनमेंट के रूप में पढ़ने की भी सिफारिश की है और आप इसे PubMed के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं हालांकि इस प्रयोग से यह प्रदर्शित किया जाता है कि फोकल आसंजन के विकास को चलाने के लिए बलों की आवश्यकता होती है और बलों की मात्रा बताना मुश्किल है एक और बात जो इस अध्ययन ने प्रदर्शित की थी वह यह बल निर्भर विकास इंटीग्रिन आधारित आसंजन पर होता है यदि आप पॉली lysine लेपित सतह पर यह प्रयोग कर रहे थे तो आप इसे नहीं देखेंगे इसलिए इस विशेष प्रयोग के साथ समस्या यह है कि आप सीधे बलों को माप नहीं सकते हैं इसलिए यह एक तकनीक के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण की आवश्यकता हुई ताकि आप इन ताकतों की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं इसलिए वेज़मैन में बेनी गीजर और साचा साशा बर्शस्की द्वारा विकसित किए गए दृष्टिकोणों में से एक यह था कि उन्होंने एक सब्सट्रेट एक पैटर्न वाले इलास्टोमर लिया जिससे उन्होंने इस इलास्टोमेरिक सबसेट के शीर्ष पर फाइब्रोनेक्टिन स्पॉट को लेपित किया तो यह इलास्टोमर पीडीएमएस था इन बिंदुओं के स्थान की तरह ग्रिड आपको यह निर्धारित करने की अनुमति देगा कि जब कोशिकाएं उस पर बैठी होती हैं तो इनमें से कितना बिंदु विस्थापित हो जाते हैं और स्थानीय बल द्वारा इस गुणा करके आप जानते हैं कि उस विशेष बिंदु पर क्या बल लगाया गया है इसलिए इस प्रयोग के माध्यम से उन्हें यह पता चला कि आप एक सेल लेते हैं तो आपके पास ये आसंजन हैं और प्रत्येक फोकल आसंजन में उन्होंने मापा और वे बलों को मापने में सक्षम थे और उन्होंने जो पाया वह यह था कि एक रैखिक संबंध था इसलिए उस बल के बीच एक रैखिक संबंध था जिसे उन्होंने किसी दिए गए आसंजन और इस आसंजन के क्षेत्र या इस आसंजन के आकार पर मापा था इसलिए यह एक रैखिक निर्भरता थी जिसमें यह सुझाव देते हुए कि बल और क्षेत्र बल और फोकल आसंजन आकार के बीच एक संबंध है इसलिए यदि आप तीव्रता को ट्रैक करते हैं तो सहसंबंध बल और फोकल आसंजन आकार के बीच होता है क्योंकि ये प्रयोग जीएफपी संक्रमित कोशिकाओं जीएफपी विनक्यूलिन संक्रमित कोशिकाओं के साथ किया गया था और आप किसी दिए गए फोकल आसंजन की कुल तीव्रता और उस बिंदु पर मापा गया बल ट्रैक कर सकते हैं इसलिए एक बार फिर आपके पास आकार और बल के बीच यह रैखिक संबंध है और तीव्रता और बल जिसका अर्थ है कि यदि फोकल आसंजन बड़ा है तो इस आसंजन पर उस प्रोटीन के स्थानीयकरण की मात्रा बढ़ जाती है इसके अलावा जिस तरह से मैं इस तस्वीर को बनाया है मैंने बल की दिशा और फोकल आसंजन की प्रमुख धुरी को संरेखित किया यदि आप बल अभिविन्यास और फोकल आसंजन अभिविन्यास को देखते हैं तो प्रत्येक फोकल आसंजन के लिए एक अंडाकार फिटिंग करके आप प्रमुख धुरी के कोण का पता लगा सकते हैं और उन्होंने यह पाया कि किसी प्रकार का रैखिक सहसंबंध भी था तो अभी भी यह बल और फोकल आसंजन आकार के बीच एक संबंध स्थापित करता है लेकिन यह नहीं कहता है कि इस संघ की दिशात्मकता कैसे और क्या है इसलिए यह प्रदर्शित करने के लिए कि या परीक्षण करने के लिए उन्होंने बीडीएम नामक इस दवा की उपस्थिति में प्रयोग किया था यह दवा बीडीएम क्या करती है यह कोशिकाओं को आराम देता है या दूसरे शब्दों में कोशिकाएं कम ताकतें डालती हैं इसलिए आप उन बलों की मात्रा को दबा रहे हैं जो कोशिकाएं लागू कर रही थीं इसलिए उन्होंने इस प्रयोग को करके क्या देखा यहां की अगर मैं बल और क्षेत्र एफए क्षेत्र के बीच फिर से इस वक्र का चित्र बनाओ तो वक्रों की प्रकृति समान रहती है यदि पहले अंक यहां थे दवा की उपस्थिति में इन बिंदुओं को बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया लेकिन वे एक ही लाइन पर गिर गया और उस के शीर्ष पर आप एक बल मिल सकता है इसलिए इस लाइन में नॉनजीरो इंटरसेप्ट है और आप इस लाइन की ढलान का भी पता लगा सकते हैं और इस लाइन की ढलान लगभग 55 नैनो न्यूटन प्रति माइक्रोन स्क्वायर थी इसलिए यह औसत बल था जो आकार 1 माइक्रोन वर्गों के फोकल आसंजन द्वारा निरंतर था तो 1 माइक्रोन स्क्वायर फोकल आसंजन 55 नैनो न्यूटन के बल को बनाए रखता है वे समय के एक फंक्शन के रूप में देखने की कोशिश कर के प्रयोग किया कैसे बल गिरा दिया इसलिए जब आप दवा का प्रशासन करते हैं तो हमें कहना है कि यह समय 0 है जब बीडीएम दवा को जोड़ा गया है इसलिए उस बिंदु से पहले आपके पास कुछ निरंतर मूल्य है और फिर इन मूल्यों के बाद या इस संक्रमण बिंदु से परे ड्रॉप करना शुरू करता है इसलिए फोकल आसंजन बल में इस विशेष बूंद के साथ सहसंबद्ध जब उन्होंने इसे प्लाट की तो कुल तीव्रता ने भी एक बूंद का प्रदर्शन किया यह इस धुरी के लिए है और नीला इस लाल धुरी के लिए है इसलिए एक बार फिर बल में गिरावट के साथ सहवर्ती फोकल आसंजन की कुल तीव्रता में एक रैखिक गिरावट थी और यह भी ये पूरी तरह से सहसंबद्ध थे इसलिए इस प्रयोग से पता चलता है कि फोकल आसंजन में कोशिकाओं द्वारा लगाए गए तनाव या बल वास्तव में फोकल आसंजन को स्थिर करते हैं इसलिए फोकल आसंजन को स्थिर करने के लिए बल की आवश्यकता होती है तो यहां आप देखते हैं फिर से अगर मैं सेल के अपने सादृश्य के लिए वापस जाना था यह एक तनाव रबर बैंड के रूप में है सही है तो एक सरलीकृत तस्वीर की कल्पना करें जहां यह मेरा सब्सट्रेट है यह मेरा सैद्धांतिक सेल है जो एक तनाव रबर बैंड की तरह है और यह नीला मेरे फोकल आसंजन का प्रतिनिधित्व करता है अधिक वृद्धि की मात्रा यदि आप तनाव में वृद्धि करते हैं तो मैं सब्सट्रेट संपीड़न बनाम आसंजन पर लगाए गए बल के तनाव की साजिश कर कर सकता हूं इसलिए आप रेखीय संबंध देखना चाहिए अधिक तनाव और यदि फोकल आसंजन स्थिर हो जाते हैं तो सब्सट्रेट संकुचित हो जाएगा और न केवल सब्सट्रेट संपीड़न आप इसके साथ कह सकते हैं एफए आकार भी बढ़ जाएगा इसलिए इस तरह से यह पूरी प्रणाली स्थिर हो जाती है तो बढ़ते तनाव से फोकल आसंजन के स्थिरीकरण की अनुमति मिलती है पूरी संरचना स्थिर हो जाती है और इस तरह हम हैं और बल सेल से सब्सट्रेट में प्रेषित हो जाते हैं इसलिए यही कारण है कि आपको सब्सट्रेट संपीड़न बढ़ जाता है इसलिए यह फोकल आसंजन पर हमारी चर्चा को समाप्त करने के लिए लाता है मैं एक बार फिर उन 2 पत्रों को पढ़ने का काम दूंगा जिन पर मैंने आज के व्याख्यान और अंतिम व्याख्यान के दौरान चर्चा की इसलिए ये वे 2 पेपर हैं जो आपको इसे डाउनलोड करने के लिए पढ़ना चाहिए तो आप Pubmed से डाउनलोड कर सकते हैं पहला पेपर रिवेलिन एट अल जर्नल ऑफ सेल बायोलॉजी 2001Riveline et al Journal of Cell Biology 2001 और दूसरा पेपर बालाबान एट अल नेचर सेल बायोलॉजी फिर से 2001Balaban et al Nature Cell Biology again 2001है ये 2 लैंडमार्क पेपर थे जो फोकल आसंजन आकार को विनियमित करने में बलों के प्रभाव का प्रदर्शन करते थे इसलिए दसवीं के रूप में सेल के हमारे सादृश्य पर वापस आते हुए हमने ईसीएम पर चर्चा की है हमने फोकल आसंजन पर भी चर्चा की है और अब हम साइटोस्केलेटन पर आएंगे इसलिए साइटोस्केलेटन वह मशीनरी है जो कोशिकाओं की स्थिरता के लिए आवश्यक है लेकिन यह भी वह है जो उन ताकतों को नियंत्रित करती है जो फोकल आसंजन पर कार्य कर रही हैं तो आप में से अधिकांश जानते हैं कि साइटोस्केलेटन क्या है लेकिन मैंने अभी भी साइटोस्केलेटन का संक्षिप्त अवलोकन देने के बारे में सोचा इसलिए ऐक्टिन से बने 3 अलग अलग फिलामेंट प्रकार हैं एक ऐक्टिन से एक माइक्रोट्यूबल से बना है और एक मध्यवर्ती फिलामेंट से बना है आज हम साइटोस्केलेटन के समग्र गुणों का अध्ययन करते हैं हालांकि 3 अलग अलग नेटवर्क हैं वह भी प्रोटीन हैं जो क्रॉस लिंक या लिंक ऐक्टिन और माइक्रोटुबुल साइटोस्केलेटन को पार करते हैं इसका एक उदाहरण यह प्रोटीन है जिसे एसीएफ 7 या ऐक्टिन क्रॉस लिंकिंग फैक्टर 7 कहा जाता है इसी तरह आपके पास प्रोटीन होता है जो ऐक्टिन को इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स को इंटरमीडिएट फिलामेंट्स से जोड़ते हैं इसलिए 3 फिलामेंट प्रकारों के बीच इंटरेक्शन सेल के यांत्रिक व्यवहार को निर्धारित करती है इसलिए आज हम एक्टिन पर चर्चा के साथ शुरुआत करेंगे ऐक्टिन वास्तव में सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन में से एक है यूकेरियोट्स में कुल प्रोटीन का लगभग 10 प्रतिशत ऐक्टिन से बना है इसलिए यह लगभग आधा अरब अणुओं की राशि है इसलिए यदि आप एक अनुयायी कोशिकाओं को देखते हैं और यदि मुझे एक अनुयायी कोशिका का चित्र बनाना चाहे तो हमें कहना चाहिए कि क्या मैं इस तरह एक सेल खींचता हूं और मैं ऐक्टिन साइटोस्केलेटन को देखता हूं जो आप इन परिधीय तनाव फाइबर को खींच सकते हैं इसलिए इसे कॉर्टिकल ऐक्टिन नेटवर्क कहा जाता है इसलिए इन को ट्रांसवर्स पृष्ठीय चाप कहा जाता है और इन को पृष्ठीय तनाव फाइबर कहा जाता है इन तंतुओं को बनाने के लिए आसंजन में आपके पास एक फैलाने वाली पृष्ठभूमि होगी तो ये एक नेटवर्क संकुचन सरणी के रूप में संदर्भित होते हैं आपके पास विभिन्न एक्टिन संरचनाएं हैं अगर मैं एक माइग्रेटिंग सेल की सेल खींचना चाहूंगा तो आप शाखाओं को देख सकते हैं कि कौन से फॉर्म हैं आपके पास मोनोमर्स होंगे जो झिल्ली के खिलाफ पॉलीमराइज़ करेंगे और इसे धक्का देगी क्योंकि आपके पास इन तनाव फाइबर होंगे यह इनमें से कुछ तो सेल के प्रमुख किनारे पर ये अधिक गतिशील हैं और ये अधिक स्थिर हैं ये वे हैं जो वास्तव में सब्सट्रेट में बलों को स्थानांतरित करते हैं तो एक्टिन या एक्टिन के 2 पूल मौजूद हैं 2 रूपों में एफ एक्टिन और जी एक्टिन हैं तो जी एक्टिन गोलाकार एक्टिन के लिए खड़ा है और एफ एक्टिन फिलामेंट के लिए खड़ा है इसलिए आपके पास जी ऐक्टिन मोनोमर हैं जो फिलामेंट बनाने के लिए एक साथ आते हैं इसलिए एफ ऐक्टिन का गठन सिर्फ जी ऐक्टिन के पॉलीमराइजेशन से होता है अध्ययन की एक श्रृंखला और बहुत सारे शोध द्वारा क्या प्रदर्शित किया गया है कि यदि आप इन मोनोमर लेते हैं और कई अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए आवेदन करते हैं इसलिए आपको पहले इन कुछ मोनोमर के लिए नाभिक का गठन करने की आवश्यकता है और फिर अनायास ये नाभिक एक सीधी रेखा में इकट्ठा होते हैं और फिर आपके पास ये मोनोमर जुड़ जाते हैं और इसलिए ये मोनोमर आते हैं इसलिए इस इकाई को नाभिक कहा जाता है तो ये ग्रीन डॉट्स मेरी जी ऐक्टिन हैं और यह मेरा फिलामेंट फॉर्म है इस फिलामेंट में आप एक नया मोनोमर जोड़ सकते हैं या इससे बाहर आ सकते हैं इसी तरह आप एक छोर से आसंजन या निष्कासन कर सकते हैं इसलिए स्थिर स्थिति में आपकी फिलामेंट लंबाई मोटे तौर पर स्थिर रहेगी लेकिन यह अतिरिक्त की प्रक्रिया के माध्यम से गतिशील है इसलिए इसके अलावा पॉलीमर्लाइजेशन या हटाने की प्रक्रिया जो विध्रीकरण है वह जारी रहेगी यदि मैं इसे समय के संदर्भ में प्लॉट करता तो इन मोनोमर को एक नाभिक बनाने के लिए एक साथ आने में काफी समय लगता है और फिर एक बार नाभिक का गठन होने के बाद आपके पास फिलामेंट का त्वरित निर्माण होता है तो मेरी वाई अक्ष फिलामेंट या फिलामेंट सामग्री का द्रव्यमान है लेकिन अगर मैं एक नाभिक प्रदान करता हूं तो यह प्रक्रिया बहुत जल्दी है इसलिए यह तब होता है जब आप एक नाभिक जोड़ते हैं अब यह फिलामेंट गठन हर समय नहीं होता है लेकिन एक महत्वपूर्ण संकेंद्रण की आवश्यकता होगी इसलिए यदि मैं मोनोमर संकेंद्रण को प्लांट करता हूं तो एक निश्चित सीमा से नीचे यदि आप मोनोमर को जोड़ते रहते हैं तो मोनोमर का आपका द्रव्यमान बढ़ता रहेगा लेकिन एक बार इस सीमा को खो जाने के बाद आपकी मोनोमर संकेंद्रण स्थिर रहेगी लेकिन आपकी फिलामेंट संकेंद्रण में वृद्धि होगी इसलिए यह फिलामेंट है और यह मोनोमर है इसलिए यह महत्वपूर्ण संकेंद्रण Cc है इसलिए यह स्थिर स्थिति में असेंबल किए गए मोनोमर की संकेंद्रण का प्रतिनिधित्व करता है और यह 01 माइक्रोमोलर पाया गया है इसलिए अगली कक्षा में हम यहां से जारी रखेंगे जब हम चर्चा करेंगे कि ऐक्टिन फिलामेंट्स कैसे बढ़ते हैं आप किस तरह का नेटवर्क बना सकते हैं और आप इन ऐक्टिन नेटवर्क द्वारा लगाए गए बलों को कैसे माप सकते हैं ध्यान देने के लिए धन्यवाद